यह व्याख्यान उन औद्योगिक इंटरनेट ऑफ़ थिंग्स पर है जिन्हें लोकप्रिय रूप से IIoT के रूप में जाना जाता है इसलिए IIoT और मौजूदा IoT लोकप्रिय IoT इंटरनेट ऑफ़ थिंग्स में काफी अंतर है औद्योगिक इंटरनेट ऑफ़ थिंग्स का एक अलग दायरा है और कुछ विशिष्टताएं हैं जो IIoT में हैं तो हम इस विशेष व्याख्यान में समझने जा रहे हैं कि IIoT क्या है यह नियमित IoT से कैसे भिन्न होता है और IIoT वास्तविक जीवन की औद्योगिक समस्याओं के समाधान के लिए कैसे उपयोगी हैं तो यह विशेष व्याख्यान दो भागों में है पहला भाग जिसमें हम IIoT की कुछ मूल बातें के बारे में बताने जा रहे हैं इसलिए हम पॉल हावर्थ के वक्तव्य के साथ शुरू करते हैं और उन्होंने जो कहा है वह यह है कि IoT एक अवधारणा के रूप में स्लाइडवेयर से वास्तविकता तक की खाई को कई उद्योगों पर लागू करने के साथ पार कर गया है तो मूल रूप से इसका मतलब है कि IoT अब सिद्धांत तक सीमित नहीं है और जैसा आप जानते हैं की ऊँचाई एक धारणा हैं यह अब वैसा नहीं है इसलिए उद्योगों में वास्तविकता में इसका उपयोग किया जा रहा है औद्योगिक प्रक्रियाओं के लिए विभिन्न औद्योगिक समस्याओं को हल करने के लिए उद्योग में विभिन्न IoT समाधान लागू किए जा रहे हैं जिस तरह से यह वर्तमान में है उससे विनिर्माण प्रक्रियाएं बहुत अधिक कुशल हैं तो आइए हम IIoT को एक नए IoT के जैसा समझने की कोशिश करें जैसा कि हम पहले ही व्याख्यान के माध्यम से समझ चुके हैं कि IoT का मुख्य उद्देश्य विभिन्न चीजों को आपस में जोड़ना है और ये चीजें अलग अलग स्मार्ट ऑब्जेक्ट पर हैं इसलिए विश्व स्तर पर इन स्मार्ट ऑब्जेक्ट या चीजों को जोड़ने के लिए जो आवश्यक है वह यह है कि वस्तुओं को विशिष्ट रूप से पहचाना जाए और वे आपस में जुड़ने में सक्षम हों तो यह है कि आप एक IoT में एक IoT के समाधान के लिए हमारे पास क्या हैं हमारे पास अलग अलग ऑब्जेक्ट हैं जो स्मार्ट ऑब्जेक्ट हैं जहां इंटेलिजेंस है जो विभिन्न चीजों में एम्बेडेड हैं तो एम्बेडेड सिस्टम जो अलग अलग चीजों से रियल टाइम में जुड़े हैं और ये चीजें जो स्मार्ट ऑब्जेक्ट्स के रूप में अमूर्त हैं वे एक दूसरे के साथ इंटरकनेक्ट करने में सक्षम है वे एक दूसरे के साथ इंटरनेटवर्क करने में सक्षम हैं इसलिए इसके विरुद्ध औद्योगिक इंटरनेट ऑफ़ थिंग्स में हम विशेष रूप से औद्योगिक प्रणालियों औद्योगिक स्वचालन उद्यम सिस्टम उद्यम उत्पाद जीवन चक्र की योजना बनाने वाले उद्योगों पर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं और जब हम इसे करते हैं तो हम मूल रूप से IoT की मुख्य आवश्यकताओं से दूर हो जाते हैं और कुछ विशिष्ट आवश्यकताएं जो औद्योगिक प्रक्रियाओं की चिंता करती हैं तस्वीर में आती हैं इसलिए हम इस विशेष व्याख्यान में वे क्या हैं यह समझने जा रहे हैं इसलिए IIoT के दायरे के संदर्भ में मूल रूप से यह मौजूदा इंटरनेट ऑफ़ थिंग्स IoT की कुछ विशेषताओं को मर्ज कर लेता है साथ ही यह उद्योग 40 industry 40 की दृष्टि से कुछ सुविधाओं को क्रेडिट कर लेता है इसलिए उद्योग 40 मूल रूप से विनिर्माण प्रौद्योगिकियों में स्वचालन और डेटा विनिमय के लिए एक फ्रेम वर्क देता है तो यह एक दृष्टि है यह एक तरीका है जो प्रस्तावित किया गया है इसलिए उद्योग 40 मूल रूप से विनिर्माण प्रौद्योगिकियों में स्वचालन और डेटा विनिमय में सुधार करने की कोशिश करता है यह साइबर भौतिक प्रणालियों IoT क्लाउड कंप्यूटिंग आदि से अवधारणाओं को शामिल करने की कोशिश करता है तो जो हमारे पास अनिवार्य रूप से है वह वही है जो स्मार्ट फैक्टरी के रूप में जाना जाता है तो IIoT मूल रूप से नियमित IoT पारंपरिक IoT से कुछ सुविधाएँ लेता है कुछ उद्योग 40 से वह अपने लिए एक अलग विज़न की और अलग तकनीक कि कोशिश करता है इसलिए हम जो पहले से ही समझ चुके हैं IIoT IoT और उद्योग 40 से सुविधाओं को जोड़ती है यह IoT नहीं है क्योंकि हमें इस बात को समझना होगा कुछ विशेषताएं हैं जिन्हें IoT से लिया गया है लेकिन यह IoT नहीं है IIoT और IoT एक नहीं हैं और जहां IoT उपभोक्ता स्तर सेवाओं उपभोक्ता स्तर के उत्पादों आदि पर केंद्रित है वहीं IIoT मूल रूप से उद्यम पर केंद्रित है इसलिए IoT के लिए दायरा उपभोक्ता स्तर है जहां IIoT के लिए दायरा उद्यम स्तर है इसलिए अवधारणा तकनीक के तरीके जैसे कि मशीन लर्निंग बिग डेटा टेक्नोलॉजी M 2 M मशीन टू मशीन कम्युनिकेशन ऑटोमेशन ये IIoT के निर्माण के कुछ अभिन्न अंग हैं इसलिए मशीन लर्निंग मुझे लगता है कि हम सभी समझते हैं कि मशीन लर्निंग बहुत लोकप्रिय है यह कृत्रिम बुद्धिमत्ता का एक हिस्सा है यह एक तरह की कृत्रिम बुद्धिमत्ता है तो जो मूल रूप से अब आपको पता है अतीत से सीखना है और आपके द्वारा जानी जाने वाली अलग अलग चीजें हैं इसलिए मशीन लर्निंग के विभिन्न पहलू हैं इसलिए डेटा से सीखना मौजूदा डेटा और चीजों को पूर्वानुमानित करने की कोशिश करना और उन चीजों को करने की कोशिश करना जो भविष्य में बेहतर हो सकती हैं इसलिए मशीन लर्निंग तकनीक और तकनीकें बिग डाटा का उपयोग करती हैं हम बाद में बिग डाटा के बारे में बात करने जा रहे हैं इसलिए एक और व्याख्यान में हम बिग डाटा के बारे में बात करने जा रहे हैं कि बिग डाटा को कैसे संभालना है और जो उपलब्ध उपकरण हैं तो जब हम डेटा हैंडलिंग और डेटा एनालिटिक्स के बारे में बात करेंगे तब हम उस बारे में बात करेंगे फिर मशीन टू मशीन इंटरैक्शन मशीन टू मशीन कम्युनिकेशन लगभग दो अलग मशीनें हैं जो एक दूसरे से सीधे बात कर रही हैं एक दूसरे से सीधे संवाद कर रही हैं किसी मानवीय हस्तक्षेप के बिना कोई विशेष कार्य पूरा किया जाता है इसलिए उदाहरण के लिए एक रोबोट का हाथ एक रेफ्रिजरेटर का दरवाजा खोलता है और फिर रेफ्रिजरेटर में कुछ अन्य कार्य करता है जो मशीन से मशीन के लिए एक उदाहरण है तो हो सकता है कि रोबोट का हाथ जाता है और रेफ्रिजरेटर के दरवाजे को खोलता है और पता करता है की रेफ्रिजरेटर के दूध के बर्तन में पर्याप्त दूध है या नहीं अगर पर्याप्त दूध नहीं है तो सिस्टम मिल्क पॉट या रेफ्रिजरेटर दूध वाले को एसएमएस भेजेगा तो पूरी प्रक्रियाओं में क्या हो रहा है यहाँ कोई मानवीय हस्तक्षेप नहीं है इसलिए हमारे पास मशीन के साथ संचार करने वाली मशीन है एक और मशीन है जो किसी अन्य मशीन के साथ संचार कर रही है और इसी तरह हमारे पास बिना किसी मानवीय हस्तक्षेप के मशीन टू मशीन संचार एम 2 एम है इसलिए हमारे पास मशीन टू मशीन कम्युनिकेशन और ऑटोमेशन है तो ये IIoT के विभिन्न पहलू हैं तो IIoT भारी मात्रा में सेंसर से एकत्र किए गए डेटा को समर्थित करता हैयह रिप और रिप्लेस अप्रोच के बजाय रैप और पुनः उपयोग दृष्टिकोण पर आधारित है तो जब हम IIoT के बारे में बात करते हैं तब इन शर्तों का क्या मतलब है हम स्क्रैच से एक नई प्रणाली के निर्माण के बारे में बात नहीं कर रहे हैं हम मौजूदा विनिर्माण प्रणालियों का उपयोग करने के बारे में बात कर रहे हैं मौजूदा औद्योगिक प्रणालियां जैसा की आप जानते हैं कि वे सेंसर एक्ट्यूएटर्स के साथ रैप करते हैं और इसी तरह चीजों को और कुशल बनाते हैं हम मौजूदा प्रणालियों और प्रक्रियाओं को फिर से संगठित करने की कोशिश कर रहे हैं और हम स्क्रैच से कुछ भी नया निर्माण नहीं कर रहे हैं इसलिए जब हम IIoT पर चर्चा करते हैं तो हमें यह याद रखना होगा तो आइए हम IIoT की क्रांति को समझने की कोशिश करें तो पहली औद्योगिक क्रांति मशीनीकृत उत्पादन के साथ हुई फिर बड़े पैमाने पर उत्पादन हुआ जो कि दूसरी औद्योगिक क्रांति में चित्रित किया गया था तीसरी औद्योगिक क्रांति है इंटरनेट और स्वचालन विनिर्माण क्षेत्र में चित्रित किया गया था और वर्तमान में हमारे पास चौथी औद्योगिक क्रांति है जो IIoT को शामिल करती है तो आईआईओटी को चौथी औद्योगिक क्रांति के हिस्से के रूप में चित्रित किया गया है इसलिए यदि हम इस विशेष आंकड़े को देखते हैं जो 1700 से शुरू हो रहा है जब बिजली उत्पादन और यांत्रिक स्वचालन था फिर 1800 का औद्योगीकरण आया 1900 के दशक में हमारे पास यह इलेक्ट्रॉनिक स्वचालन था और वर्तमान में हमारे पास स्मार्ट स्वचालन है और यही वह है जिससेआज उद्योग 40 industry 40 विकसित हुआ इसलिए उद्योग 40 में हमारे पास औद्योगिक क्षेत्र में स्मार्ट कारखाने आदि हैं इसलिए जब हम IIoT के बारे में बात करते हैं तो यह औद्योगिक स्वचालन की चौथी पीढ़ी के बारे में है इसका मतलब है उद्योग चार 40 इंटरनेट विकास की दूसरी पीढ़ी के साथ क्लब किया गया है इसलिए वर्तमान में इंटरनेट की पहली पीढ़ी है जिससे हम सभी नियमित इंटरनेट का उपयोग करते हैं यह दुनिया भर में विभिन्न कंप्यूटरों को जोड़ता है यह इंटरनेट की पहली पीढ़ी है इंटरनेट की दूसरी पीढ़ी विभिन्न चीजों को जोड़ने विभिन्न मशीनों को जोड़ने आदि से सम्बंधित है तो IIoT मूल रूप से इंटरनेट की दूसरी पीढ़ी औद्योगिक स्वचालन और क्लाउड कंप्यूटिंग की चौथी पीढ़ी को जोड़ती है इसलिए क्लाउड लगभग आधे दशक से अधिक समय से बहुत लोकप्रिय तकनीक बन गया है इसलिए क्लाउड बहुत लोकप्रिय हो गए हैं और इसका उपयोग औद्योगिक क्षेत्र में भी किया जा रहा है तो क्या होता है क्लाउड मूल रूप से नियमित भंडारण के अलावा क्लाउड कम्प्यूटेशनल वातावरण कम्प्यूटेशनल इन्फ्रास्ट्रक्चर कम्प्यूटेशनल प्लेटफॉर्म कम्प्यूटेशनल सॉफ्टवेयर प्रदान करता है इसलिए क्लाउड एक विशाल डेटा स्टोरेज की तरह है जो बहुत सारा डेटा स्टोर कर सकता है और ये सभी चीजें आपके साथ जोड़े गए विशाल डेटा स्टोरेज को इन्फ्रास्ट्रक्चर सॉफ्टवेयर प्लेटफॉर्म हार्डवेयर इत्यादि के बारे में बताती हैं सब कुछ एक उद्योग के रूप में बिना खरीदे अपने स्वयं के अधिकार के बिना उपयोग कर सकते हैं इसलिए क्लाउड कंप्यूटिंग बहुत लोकप्रिय है न केवल रोजमर्रा की जिंदगी के अन्य क्षेत्रों में बल्कि उद्योग में भी इसका उपयोग किया जाता है तो IIoT नेटवर्क में हमारे पास भौतिक वस्तुएं हैं जो आपस में जुड़ी हुई हैं हमारे पास अलग अलग सिस्टम सबसिस्टम हैं जो आपस में जुड़े हुए हैं अलग अलग प्रकार के प्लेटफॉर्म हैं जो एक साथ काम करते हैं और विभिन्न एप्लिकेशन आदि हैं तो ये नेटवर्क IIoT नेटवर्क हैं जो एक दूसरे के साथ संवाद कर सकते हैं बाहरी वातावरण एवं बाहरी वातावरण और विभिन्न लोगों के साथ संवाद करते हैं तो लोग भी इन IIoT नेटवर्क का हिस्सा हैं तो अलग अलग लोगों अलग अलग अंतिम उपयोगकर्ता और हितधारक हैं उद्यम स्तर पर हर कोई जो वहां है वे सभी IIoT का हिस्सा हैं उन्हें निश्चित रूप से इंटरनेटवर्क किया जाना है उन्हें इन चीजों से जुड़ना होगा जिन चीजों से लोग एक साथ जुड़े हुए हैं सेंसर प्रोसेसर और अन्य प्रौद्योगिकियों की उपलब्धता और अधिग्रहण से जो वास्तविक समय की जानकारी को कैप्चर और एक्सेस की सुविधा प्रदान करते हैंIIoT समर्थ हो गया है तो ये सभी IIoT डिवाइस और जहां कभी सेंसर के माध्यम से तैनात किए गए हैं सेंसर सस्ती हो गई हैं और विभिन्न प्रक्रियाएं अन्य कंप्यूटर अन्य कंप्यूटिंग डिवाइस प्रौद्योगिकियों आदि आजकल आसानी से उपलब्ध हैं वे बहुत अधिक डेटा कैप्चर करते हैं और वे वास्तविक समय में डेटा को आगे के विश्लेषण के लिए पेश करते हैं एकत्र किए गए डेटा से चीजों को बहुत अधिक कुशल बनाया जा सकता है आगे बढ़ते हुए भवन के लिए IIoT में IIoT में 4 व्यापक आवश्यकताएं हैं हमें हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर कनेक्टिविटी की आवश्यकता है हमें क्लाउड प्लेटफॉर्म की आवश्यकता है और मैंने पहले ही आपको औद्योगिक क्षेत्र में क्लाउड की आवश्यकता और क्लाउड कैसे इन्फ्रास्ट्रक्चर डेटा भंडारण आदि पर प्रसंस्करण के संबंध में मदद कर सकता है के बारे में संक्षिप्त रूप से बताया था अनुप्रयोग विकास और बिग डेटा एनालिटिक्स बिग डेटा एनालिटिक्स और औद्योगिक सेंसर के इन सभी अलग अलग सेंसर को जो बहुत महत्वपूर्ण हैं वे एक्ट्यूएटर इन विभिन्न मशीनों विनिर्माण उपकरणों आदि पर फिट होते हैं वे बहुत सारे डेटा में थ्रो करते हैं और यह डेटा बहुत महत्वपूर्ण है यह बहुत सारी जानकारी को प्रकट कर सकता है और यह कि माइनिंग के द्वारा डेटा इन औद्योगिक प्रक्रियाओं को और अधिक कुशल बनाने के लिए अलग अलग चीजों की भविष्यवाणी कर सकता है IIoT आवश्यकताओं के विभिन्न अन्य विचार कोई भी कहीं भी किसी भी समय कुछ भी कनेक्टिविटी और कनेक्टिविटी के संबंध में एक्सेस बहुत महत्वपूर्ण है यह एक तीसरा आयाम है जो किसी भी समय कहीं भी जोड़ा गया है जिसे आप जानते थे कि व्यापक संचार व्यापक संचार प्रणाली की दृष्टि थी इसलिए आप यह जान सकते हैं कि इसमे किसी की भी पहुंच हो सकती है IIoT में कहीं से भी कभी भी पहुँचा जा सकता है एंड टू एंड सिक्योरिटी महत्वपूर्ण है और यह न केवल IIoT के लिए महत्वपूर्ण है बल्कि किसी भी IoT आधारित प्रणाली के लिए भी महत्वपूर्ण है वास्तव में किसी भी कंप्यूटर आधारित प्रणाली के लिए महत्वपूर्ण है उपयोगकर्ता का अनुभव बहुत महत्वपूर्ण है अंततः आप जानते हैं कि यह उपयोगकर्ता को विभिन्न हितधारकों द्वारा सेवाएं प्रदान करने के बारे में है इसलिए उपयोगकर्ता के अनुभव को IIoT के निर्माण के लिए मूलभूत आवश्यकताओं में से एक के रूप में ध्यान में रखा जाना चाहिए तो उपयोगकर्ता वास्तव में क्या चाहते हैं उन्हें कैसी समस्याएं हैं उन्हें कैसे संबोधित किया जा सकता है कैसे हल किया जा सकता है और कैसे उस प्रणाली के उपयोग के माध्यम से जिसे उपयोगकर्ता विकसित और बेहतर कर सकते हैं IIoT सिस्टम विकसित किया जा रहा है जिससे एक पूरे रूप में उनके अनुभव को बेहतर बनाया जा सकता है स्मार्ट मशीनों में संक्रमण इसलिए सेंसर एक्ट्यूएटर्स वगैरह जोड़कर हम मशीन को स्मार्ट बना रहे हैं संपत्ति प्रबंधन बहुत महत्वपूर्ण है हालांकि आप जानते हैं संपत्ति प्रबंध से विभिन्न सेंसर एक्ट्यूएटर्स वगैरह को प्रबंधित कर सकते हैं औद्योगिक परिसंपत्तियों को बहुत अधिक कुशल तरीके से प्रबंधित किया जा सकता है तो कैसे संपत्ति का प्रबंधन किया जा सकता है यह उन आवश्यकताओं में से एक है जिन्हें IIoT सिस्टम के निर्माण के लिए विचार किया जाना है बिग डेटा और क्लाउड बहुत महत्वपूर्ण हैं क्लाउड जो आगे स्टोरेज कम्प्यूटेशनल दक्षता प्रदान करते हैं और इसलिए मूल रूप से इस कम्प्यूटेशनल बुनियादी ढांचे की खरीद और तैनाती के बिना उद्योग में अपने कार्यस्थलों या औद्योगिक में ये सभी सेंसर एक्ट्यूएटर्स और हर एक चीज जो हमने अब तक बात की है उद्यम है उद्यम स्तर पर लोग चीजों को इसी तरह आगे बढ़ाते हैं वे बहुत सारे डेटा को थ्रो करते रहे हैं ये काफी डेटा भेजे जाने वाले हैं वास्तविक समय में डेटा भेजे जा रहे हैं और उनकी विशेषताएं हैं कि वे न केवल वॉल्यूम में बड़े हैं वे विशाल वेग से आते है और आप जानते हैं वे विभिन्न प्रकार के डेटा टेस्ट डेटा स्पीच डेटा मल्टीमीडिया अन्य प्रकार के डेटा जैसे इमेजेस वीडियो वगैरह सभी हैं जो एक ही समय में आ रहे हैं और इसे हमे संभालना होगा तो यह वह है जो हम अगले व्याख्यान में से एक में शामिल करने जा रहे हैं जब हम डेटा हैंडलिंग को कैसे संभालना है और प्राप्त होने वाले डेटा का विश्लेषण कैसे करें इसके बारे में बात करेंगे तो जो हमें आवश्यक है वह है भौतिक संयंत्र का वर्चुअलाइज्ड संस्करण इसलिए IIoT सिस्टम के माध्यम से हम जो बनाने की कोशिश कर रहे हैं वह एक भौतिक औद्योगिक संयंत्र के अनुरूप एक वर्चुअलाइज्ड प्लांट है तो इन भौतिक संयंत्र और संयंत्र में अलग अलग मशीनों को अलग अलग सेंसर के साथ फिट किया जाता है जो बहुत सारे डेटा को सेंसर रीडिंग में भेज देते हैं और इन आभासी प्लांट से बहुत से विभिन्न प्रकार के निर्देशों को भौतिक संयंत्र और एम्बेडेड सिस्टम को भेजा जा सकता है जो इन निर्देशों के लिए इन मशीनों से जुड़ा हुआ है इन मशीनों पर विभिन्न कार्यों को करने के लिए जुगत करने में मदद कर सकता है IIoT के निर्माण के लिए विभिन्न डिज़ाइन विचार हैं औद्योगिक अनुप्रयोगों के लिए IoT डिवाइस का उपयोग करने के लिए इन डिज़ाइन उद्देश्यों पर विचार करना होगा ऊर्जा उस समय के संबंध में सर्वोपरि ऊर्जा है जिसके लिए IoT डिवाइस सीमित बिजली आपूर्ति के साथ काम कर सकती है इसलिए हमारे पास बिजली की आपूर्ति सीमित है और हम स्थापित किए गए IoT डिवाइस के जीवनकाल का विस्तार करना चाहते हैं जो एक औद्योगिक मशीन के साथ फिट है विलंबता बहुत महत्वपूर्ण है यह उस समय से मेल खाती है जो डेटा विलंबता को प्रसारित करने के लिए आवश्यक है जिसे न्यूनतम किया जाना है क्योंकि हम कहते हैं कि हम सेंसर के बारे में बात कर रहे हैं जो एक वेल्डिंग मशीन में लगे हैं तो आप देखते हैं कि यदि विलंबता बहुत न्यूनतम नहीं है तो उस समय तक क्या होने वाला है जब निर्देश मशीन तक पहुंचता है या आपको पता है कि डेटा ऑपरेटर को या ऑपरेटर से मशीन में भेजा जाता है क्या होता है जब वेल्डिंग मशीन एक अंश भी अधिक वेल्डिंग का प्रदर्शन करता है तो अधिक भाग को वेल्डेड किया जाएगा जिसकी आवश्यकता नहीं है इसलिए समय के संबंध में सटीकता बहुत महत्वपूर्ण है और जब आप ऑपरेशन की उस विलंबता के बारे में बात करते हैं तो डेटा के संचरण में विलंबता बहुत महत्वपूर्ण है विलंबता को संभव सीमा तक कम से कम किया जाना है प्रवाह क्षमता के माध्यम से काफी समझ में आता है कि हमें IIoT नेटवर्क पर संचारित होने के लिए अधिकतम डेटा की आवश्यकता होती है इसी तरह मापनीयता स्केलेबिलिटी बहुत समझ में आती है हम सिर्फ एक या दो मशीनों के बारे में बात नहीं कर रहे हैं बल्कि IIoT क्षेत्र में बड़ी संख्या में मशीनें हैं टोपोलॉजी ये अलग है क्योंकि आप जानते हैं कि आखिरकार क्या होने जा रहा है यह सेंसर और संचार उपकरण हैं जो आपस में इन्टरनेटवर्क होने जा रहे है इसलिए हमारे पास एक नेटवर्क टोपोलॉजी है और इस विशेष नेटवर्क टोपोलॉजी में हमारे पास अलग अलग विशिष्टताओं के साथ अलग अलग डिवाइस हैं और वे अलग अलग विक्रेताओं द्वारा व्यक्तिगत रूप से निर्मित किए गए हैं इसलिएइंटरऑपरेबिलिटी बहुत महत्वपूर्ण है न केवल यह कि इंटरऑपरेबिलिटी महत्वपूर्ण है बल्कि ये डिवाइस नेटवर्क कैसे बनाते हैं यह भी बहुत महत्वपूर्ण है इसलिए समग्र नेटवर्क टोपोलॉजी उपकरणों से बना है और कैसे ये उपकरण एक दूसरे के साथ परस्पर क्रिया करते हैं ऐसा कुछ है जिसे IIoT के निर्माण में महत्वपूर्ण प्राथमिक डिजाइन विचारों में से एक के रूप में लिया जाना है बचाव और सुरक्षा को मुझे और विस्तृत करने की आवश्यकता नहीं है लेकिन ये बहुत महत्वपूर्ण मुद्दे हैं जिन्हें औद्योगिक सुरक्षा के क्षेत्र में भी ध्यान में रखा जाना चाहिए इसलिए हमें इस बात को ठीक से समझने की जरूरत है जब हम उद्योग में एक पूरे रूप में स्वचालन के बारे में बात कर रहे हैं तो ऐसा नहीं होना चाहिए इसलिए चीजों को बहुत विश्वसनीय होना चाहिए सिस्टम को बहुत विश्वसनीय होना चाहिए ऐसा नहीं होना चाहिए कि सेंसर एक गलत रीडिंग दे रहा है जिसके कारण एक क्रैंकशाफ्ट या कुछ ईंधन उन लोगों के लिए दुर्घटना का कारण बनता है जो संयंत्र में काम कर रहे हैं इसलिए औद्योगिक सुरक्षा बहुत महत्वपूर्ण है तो IIoT सिस्टम ऑटोमेशन आप जानते हैं कि जो सिस्टम ऑटोमेशन वगैरह ऑफर करते हैं वे बहुत विश्वसनीय होने चाहिए और उन्हें सुरक्षा की डिग्री और एप्लिकेशन की सुरक्षा को ध्यान में रखना होगा तो IIoT और IOT को समझने की कोशिश कर रहे है इसलिए जबकि IoT परंपरागत रूप से व्यक्तियों की सुविधा पर ध्यान केंद्रित करता है IIoT दक्षता सुरक्षा और सुरक्षा पर केंद्रित ऑपरेशन है और मशीन टू मशीन कम्युनिकेशन के संदर्भ में मैंने पहले ही बात की थी मशीन टू मशीन कम्युनिकेशन के संदर्भ में IoT निश्चित रूप से मशीन टू मशीन कम्युनिकेशन का उपयोग करता है लेकिन यह बहुत एक्सक्लूसिव नहीं है कि आप आईओटी मशीन टू मशीन कम्युनिकेशन का उपयोग जानते हैं जो IoT में सीमित है जबकि IIoT बड़े पैमाने पर M 2 M संचार का उपयोग करता है मशीन से मशीन संचार IIoT में बड़े पैमाने पर उपयोग किया जाता है एक संयंत्र में संपूर्ण औद्योगिक संचालन स्वचालित है तो एक मशीन दूसरी मशीन से बात कर रही है दूसरी मशीन तीसरी चौथी से बात कर रही है और इस तरह यह काफी व्यापक है यह औद्योगिक क्षेत्र IIoT में काफी मौजूद है इसलिए IIoT मशीन से मशीन संचार पर बहुत अधिक निर्भर करता है इसलिए IoT परंपरागत रूप से उपभोक्ता स्तर पर अनुप्रयोगों पर केंद्रित है जबकि IIoT मूल रूप से उद्यम स्तर के औद्योगिक स्तर पर अनुप्रयोगों पर केंद्रित है आइए हम एक और पहलू M 2 M पर गौर करें तो यहाँ हम M 2 M के बारे में बात करते हैं तो एम 2 एम डिवाइस से डिवाइस संचार पर केंद्रित है मशीनों के बीच उपकरणों में संचार पर जोर है और दूसरी ओर IoT सिस्टम घटकों के समग्र सिस्टम एकीकरण उप घटकों सब सिस्टम एकीकरण पर केंद्रित है जो IoT की महत्वपूर्ण सुविधाएँ में से एक है तो यह वही है जिसे हमें समझने की आवश्यकता है तो एम 2 एम बनाम IoT को समझते है M 2 M में निश्चित रूप से दोनों M 2 M और IoT दोनों के उपकरणों पर ध्यान केंद्रित करते हैं इन पर नेटवर्क कनेक्टिविटी सेवा सक्षमता एप्लिकेशन और डेटा जैसे अन्य पहलुओं पर ध्यान केंद्रित किया जाता है जबकि M 2 M विशेष रूप से उपकरणों पर केंद्रित है और IoT मूल रूप से सिस्टम स्तर एकीकरण पर अधिक ध्यान केंद्रित करता है अब IIoT में सेवा प्रबंधन बहुत महत्वपूर्ण है कि आप IIoT क्यों चाहते हैं क्योकि हम बेहतर सेवाओं की पेशकश करना चाहते हैं इसलिए सेवा प्रबंधन बहुत महत्वपूर्ण है तो सेवा प्रबंधन में मूल रूप से सेवा की गुणवत्ता का कार्यान्वयन और प्रबंधन का उल्लेख है जो अंतिम उपयोगकर्ता की मांग को पूरा करता है अंत उपयोगकर्ताओं की मांगों को पूरा किया जाता है और सेवा की समग्र गुणवत्ता में वृद्धि होती है तो सेवा मूल रूप से डेटा का एक संग्रह है और किसी डिवाइस या डिवाइस के कुछ हिस्सों के किसी विशेष फ़ंक्शन या विशेषता को पूरा करने से संबंधित व्यवहार है तो IIoT समाधानों के माध्यम से समग्र सेवाओं को विभिन्न सेवाओं के प्रबंधन में सुधार करना होगा इसलिए मैं यहां कुछ सेवाएं के बारे में बात करूंगा कि सेवाएं दो प्रकार की हो सकती हैं एक है प्राथमिक सेवा दूसरी है माध्यमिक सेवा प्राथमिक सेवाएँ मूल सेवाएँ हैं जो प्राथमिक नोड फ़ंक्शंस के लिए ज़िम्मेदार होती हैं जबकि द्वितीयक सेवाएँ सहायक सेवाएँ सहायक फ़ंक्शंस होती हैं जो प्राथमिक सेवा को सेवाएँ प्रदान करती हैं या द्वितीयक सेवाएँ को द्वितीयक सेवा के रूप में कहा जाता है इसलिए जो हमारे पास प्राथमिक सेवा है वे बुनियादी हैं वे बहुत महत्वपूर्ण हैं आपको पता है कि आपको उन सेवाओं की आवश्यकता है जबकि माध्यमिक सेवाएं सहायक सेवाएं हैं जो हो सकती हैं या नहीं भी हो सकती हैं इसलिए इसके साथ हम IIoT के पहले भाग के अंत में आते हैं हमने IIoT की मूल बातें समझ ली हैं कि IoT IIoT से कैसे भिन्न होता है IoT और M 2 M में क्या अंतर है तो यह हमने चीजों के औद्योगिक इंटरनेट पर व्याख्यान के इस भाग में देखा है